छात्रों का स्वागत है इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने और महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों को लेने के लिए सीमांत लागत तकनीक के कार्यान्वयन कहने के बारे में सीख रहे हैं पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ CVPकॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट विश्लेषण की अवधारणा पर चर्चा की और हमने समस्याओं को करना शुरू कर दिया इसलिए पहली समस्या जो हमने की वह बहुत ही सरल थी या एक तरह से आप इसे कठिन भी कह सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई ठीक है हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए हमें निश्चित प्रासंगिक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए बहुत सी चीजों का पता लगाना था उस समस्या में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए अब हम अगले भाग में चले जाएंगे अन्य समस्याएं इसका समाधान करेंगी और अगर आप अगली समस्या के लिए जाते हैं तो आपको यहां पता चलेगा कि यह जानकारी हमें दी गई है और यदि आप इस जानकारी को देखते हैं तो हमें इस तरह की जानकारी दी जाएगी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह समस्या आपको यह समझने में मदद करेगी कि हम सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग करके मुनाफ़े की योजना के लिए कैसे जा सकते हैं इसलिए यह लाभ की योजना के सवाल का जवाब देने के संबंध में है और लाभ योजना यहां विभिन्न तरीकों से की जा सकती है और सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग करके हम यह कैसे कर सकते हैं कि हम यहां इसके बारे में जानने जा रहे हैं तो हमें क्या जानकारी दी गई है दो व्यवसायों Y Ltd और Z Ltd एक ही प्रकार के उत्पाद को एक ही प्रकार के बाजार में बेचते हैं आने वाले वर्ष के लिए उनके बजटीय लाभ और हानि खाते निम्नानुसार हैं आगामी वर्ष के लिए उनका लाभ बजटीय लाभ और हानि खाते निम्नानुसार हैं तो बिक्री की राशि क्या है हमें यहाँ Y Ltd और Z Ltd दिया गया है इसलिए इसका मतलब है कि बिक्री दोनों व्यवसायों में 150000 दी जाती है और फिर हमें परिवर्तनीय लागत दी जाती है और परिवर्तनीय लागत 120000 और 100000 होती है और फिर हमें निश्चित लागत दी जाती है जो कि 15000 और 35000 है तो अंत में हमें यहां लाभ की राशि दी गई है जो कि बजटीय लाभ है तो आप कह सकते हैं कि यदि आप कुल लागत बिक्री में से परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत घटाते हैं तो यह कुल लागत 135000 हो जाती है और बिक्री 150000 हो जाती है इसलिए हमें दिया गया लाभ बजटीय लाभ है पहले मामले में 15000 Y Ltd के मामले में और दूसरे मामले में एक Z Ltd है यहाँ हमें बिक्री मूल्य 150000 दिया गया है परिवर्तनीय लागत 100000 दी गई है और निर्धारित लागत है हमें दिया गया है कि 35000 है तो कुल लागत यहाँ हो जाती है यदि आप यहाँ कुल लागत परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत के बारे में बात करते हैं यदि आप इस पर फिर से 135000 के रूप में काम करते हैं तो इस मामले में बजटीय लाभ भी इस समस्या में भी 15000 रुपये है अब इस जानकारी से हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे इसलिए आपको प्रत्येक व्यवसाय के लिए ब्रेक ईवन बिंदु की गणना करना आवश्यक है प्रश्न संख्या दो है बिक्री की मात्रा की गणना करें जिस पर प्रत्येक व्यवसाय लाभ के रूप में 5000 रुपये कमाएगा और तीसरा प्रश्न यह है कि किस व्यवसाय की स्थिति में अधिक लाभ अर्जित करने की संभावना है यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपको ध्यान से देखना होगा इसका उत्तर दें उत्पाद की भारी मांग और उत्पाद की कम मांग की स्थिति में कौन सा व्यवसाय अधिक लाभ कमा सकता है और संक्षेप में उत्पाद की भारी मांग उत्पाद की कम मांग के लिए अपने कारण बताएं तो इस मामले में इसका मतलब है कि जब आप हमें दी गई इस कुल जानकारी के बारे में बात करते हैं तो हम आसानी से इस तीन सवालों के जवाब दे सकते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना कर सकते हैं हम उस मात्रा की गणना कर सकते हैं जिस पर लाभ 5000 रुपये अर्जित किया जा सकता है और अन्य दो प्रासंगिक प्रश्न जो इन तीन प्रश्नों के भाग C में पूछे जाते हैं अब हम सबसे पहले उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना करेंगे ब्रेक ईवन बिंदु की गणना के लिए आपको यहां कुछ चीजें करनी होंगी और आपको बिक्री के मूल्य के संदर्भ में ब्रेक ईवन बिंदु का पता लगाना होगा तो हमें इसके लिए जाना होगा इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करने का फ़ॉर्मूला क्या है पी वी अनुपात से विभाजित निश्चित लागत का मतलब है कि कई बार आपको पारंपरिक फार्मूले के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताया था कि यूनिट के संदर्भ में निश्चित लागत ब्रेक ईवन बिंदु मैंने आपको बताया बिक्री मूल्य को निर्धारित लागत से गुना करते है फिर इसे बिक्री मूल्य प्रति यूनिट माइनस परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट से विभाजित करते है यह सूत्र F S S V है यदि वह जानकारी आपको दी गई है तो बिक्री का मूल्य भी समान होगा जैसा कि हम इस सूत्र की मदद से पता लगाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना के लिए हम निश्चित लागत और पी वी अनुपात की अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस जानकारी से P V अनुपात की गणना करनी है और इस जानकारी से P V अनुपात की गणना कैसे करनी है पी वी प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात मूल रूप से बिक्री से विभाजित कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन को निश्चित व्यय और लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यह बिक्री से विभाजित निश्चित व्यय और लाभ होगा तो इस मामले में मुझे लगता है कि हमें तीनों चीजें दी जाती हैं हमें निश्चित लागत भी दी जाती है जो कि व्यवसाय वाई में 15000 है और हमें बिक्री भी 150000 दी जाती है और फिर हमें इसकी जानकारी दी जाती है लाभ और यदि आप लाभ को देखते हैं तो लाभ 15000 रुपये है ठीक है तो यह एफ प्लस पी है यहां एफ की मात्रा क्या है F की राशि 15000 है लाभ राशि क्या है 15000 और बिक्री की मात्रा क्या है 150000 सही है तो यह कितना होने जा रहा है P V अनुपात 30000 150000 होने जा रहा है इसलिए आप इस मामले में भी 15 या 20 प्रतिशत कह सकते हैं क्या P V अनुपात दिया गया है यह व्यवसाय Y के लिए P V अनुपात है अब हम व्यापार जेड के लिए पी वी अनुपात की गणना करेंगे और वही मामला योगदान बिक्री या निश्चित लागत लाभ के इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो इस मामले में बिक्री की राशि क्या है यह वही है जो Z Ltd के मामले में 150000 है निश्चित लागत भी अधिक है जो कि 35000 है और दूसरे मामले में अगर बात करें तो लाभ वाला हिस्सा 15000 रुपये है ठीक है तो अब फिर से हम इस बात की गणना करेंगे कि Z Ltd के मामले में यहाँ दी गई निर्धारित लागत 35000 क्या है हाँ निश्चित लागत 35000 लाभ है लाभ कितना है 15000 और बिक्री क्या है यह 150000 है तो यहाँ P V अनुपात क्या है यह 50000 150000 होगा इसलिए यह 13 होने वाला है या आप इसे 33 और 13 प्रतिशत के रूप में कह सकते हैं 33 और 1 को 3 प्रतिशत पी वी अनुपात है तो हमने Y व्यापार के लिए और Z व्यापार के लिए गणना की है अब हम ब्रेक इवन पॉइंट्स के प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट का कितना पता लगाना है इसलिए यदि आप दो व्यवसायों के लिए एक अलग बिंदु की गणना करते हैं तो एक वाई लिमिटेड है यह कितना होने वाला है ब्रेक इवन पॉइंट कितना होने वाला है सूत्र निश्चित व्यय पी वी अनुपात से विभाजित है इसलिए निश्चित लागत 15000 है और पी वी अनुपात कितना है 15 से विभाजित तो यह राशि कितनी होगी रुपए 75000 इसी तरह आप जेड लिमिटेड के लिए ब्रेक ईवन पॉइंट की गणना करने में सक्षम होंगे इसलिए यदि आप जेड लिमिटेड के लिए ब्रेक ईवन बिंदु की गणना करते हैं तो आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि यहां निर्धारित लागत क्या है यह 35000 रुपये है पी वी अनुपात क्या है 13 इसलिए यह यहां 105000 रुपये के रूप में बन जाएगा इसलिए हमने ब्रेक ईवन बिंदु की गणना की है तो इसका मतलब है कि समस्या में पूछा गया सवाल क्या था प्रत्येक व्यवसाय के लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना करें इसलिए हमने प्रत्येक व्यवसाय के लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना की है दूसरी बात यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि प्रत्येक व्यवसाय की बिक्री मात्रा कितनी है जिससे उसे 5000 रुपये का लाभ होगा इसलिए इसकी गणना के लिए यदि आप याद करते हैं कि मैंने आपके साथ बिक्री की मात्रा का पता लगाने के फ़ॉर्मूले पर चर्चा की है जिस पर निश्चित मात्रा में लाभ की गणना की जा सकती है या हम काम कर सकते हैं इसे इस तरह किया जाना चाहिए कि पी वी अनुपात से विभाजित निश्चित लागत लाभ है आप इसे बिक्री की मात्रा पर गणना कर सकते हैं जिस पर कुछ निश्चित लाभ प्राप्त हो सकता है हमने पी वी अनुपात से विभाजित निश्चित लागत लाभ की मदद से गणना की इसलिए यदि आप इसके लिए जाते हैं तो आप यहां पता कर सकते हैं बिक्री का मात्रा जिस पर 5000 का लाभ दोनों व्यवसायों के लिए मिल सकता है यहाँ यह वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड है और Y Ltd में निर्धारित लागत क्या है निश्चित लागत हमें दी जाती है जो कि 15000 है और हम यहां क्या लाभ अर्जित करना चाहते हैं यह जो लाभ हम यहाँ अर्जित करना चाहते हैं वह 5000 है और पी वी अनुपात क्या है वह 15 है इसलिए यह कितना बन जाता है 20000 को 51 से गुणा किया जाता है इसलिए यह 100000 रुपये है यह 100000 रुपये है व्यापार वाई से 5000 रुपये का लाभ कमाने के लिए आपको 100000 रुपये की बिक्री करनी होगी अब इसी तरह Z Ltd निश्चित लागत लाभ के मामले में हमें P V अनुपात द्वारा विभाजित निश्चित लागत लाभ के सूत्र को लागू करना होगा और यहाँ दूसरे मामले में हमें दी गई निर्धारित लागत कितनी है 35000 रुपये और हम क्या लाभ कमाना चाहते हैं फिर से हम 5000 रुपये का लाभ कमाना चाहते हैं और इस व्यवसाय के लिए P V अनुपात क्या है यह 13 है इसलिए अंत में यदि आप इसे हल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने रुपये हैं 120000 रूपए इसलिए यह बिक्री का स्तर है जिसे हमें लाभ की एक वांछित राशि प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना है वाई लिमिटेड के मामले में और यदि आपके पास वाई लिमिटेड में बिक्री के 100000 रुपये हैं तो लाभ 5000 रुपये होने जा रहा है जबकि Z लिमिटेड के मामले में कि 5000 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए तब हमें बिक्री की न्यूनतम राशि 120000 रुपये होने वाली है अब हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा कि कौन सा व्यवसाय उत्पाद की भारी मांग की स्थिति में अधिक लाभ कमा सकता है और उत्पाद के लिए कम मांग और संक्षेप में अपने कारण बताएं तो इस मामले में इससे पहले मैं यहां एक और सवाल पूछूंगा यहां एक और सवाल का जवाब दूंगा उदाहरण के लिए हम वाई लिमिटेड के बारे में बात करते हैं वाई लिमिटेड में 5000 रुपये का लाभ कमाने के लिए केवल 100000 रुपये की बिक्री करके हम लाभ कमा रहे हैं जबकि Z Ltd में लाभ की समान राशि अर्जित करने के लिए 120000 रुपये के बिक्री स्तर तक जाना है यह क्यों संभव हो सकता है यह कैसे संभव हो सकता है एक मामले में यह 100000 है और दूसरे मामले में यह 120000 है क्योंकि जब आप पी वी अनुपात की गणना करते हैं तो वाई लिमिटेड के मामले में 20 प्रतिशत और जेड लिमिटेड के मामले में पी वी अनुपात 33 फीसदी है सही और क्यों यह अनुपात अलग है क्योंकि मोटे तौर पर यह निश्चित लागत से प्रभावित होता है यदि आप निश्चित लागत को देखते हैं तो Y Ltd में केवल 15000 और Z Ltd में निश्चित लागत 35000 रुपये है तो उस कारण से 5000 रुपये का लाभ कमाने के लिए आवश्यक बिक्री राशि 120000 रुपये आपके पास 120000 रुपये की बिक्री होनी चाहिए एक मामले के रूप में भी आप यहां तक कि ब्रेक इवन पॉइंट्स की मदद से यहां सत्यापित कर सकते हैं क्योंकि Y Ltd के मामले में हम ब्रेक इवन पॉइंट्स पर सिर्फ 75000 रुपये की बिक्री करके पहुंचते हैं Z Ltd के मामले में ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए आपको बिक्री का न्यूनतम मूल्य 105000 बेचना होगा तो इसका मतलब है कि अगर आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो ये अंतर जेड लिमिटेड में बहुत अधिक निर्धारित लागत के कारण ब्रेक इवन पॉइंट्स में भी सामने आते हैं लेकिन आप इन दो सवालों के जवाब के बाद यहां एक और संकेत देखते हैं तो पहला सवाल यह है कि कौन सा व्यवसाय उत्पाद की भारी मांग के मामले में लाभ अर्जित करने जा रहा है और यदि आप उत्पाद की भारी मांग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रश्न बहुत सरल है जिस उत्पाद में उच्च पीवी अनुपात है वह लाभ की उच्च मात्रा अर्जित करने जा रहा है क्योंकि मांग बहुत अधिक है इसलिए शुरू में भारी निर्धारित लागत के कारण समय लगेगा ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंचने में समय लगेगा लेकिन एक बार जब आप ब्रेक इवन पॉइंट्स को पार कर लेते हैं तो लाभ का स्तर बहुत अधिक हो जाएगा इसलिए भारी मांग के मामले में अगर मांग का मतलब बाजार में पर्याप्त रूप से बड़ा है तो आप भारी ख़र्चों के लिए जाने का खर्च भी उठा सकते हैं क्योंकि आप इसे ठीक करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम ब्रेक ईवन बिंदु तक पहुंचने जा रहे हैं और उसके बाद बाजार में हम जो भी बिक्री करते हैं और बिक्री बहुत अधिक होने वाली है तो इसका मतलब है कि आप अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए सक्षम हैं तो पी वी अनुपात किसी भी उत्पाद या किसी भी परियोजना की संभावित लाभप्रदता का एक संकेतक है परियोजना उत्पाद जेड में हमने देखा है कि पी वी अनुपात 3333 प्रतिशत है इसका मतलब बिक्री मूल्य का एक तिहाई है लाभ है तो इसका मतलब है कि यदि आप ब्रेक इवन पॉइंट्स को पार करते हैं जो कि व्यवसाय Z में एक बड़ी समस्या है तो इसके बाद आप जो भी बिक्री करते हैं वह बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित करने वाला है और हमारा यहां क्या मतलब है क्यों अगर बाजार में भारी मांग है तो परियोजना Z के मामले में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी काफी अधिक है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर वोल्यूम और लाभ के संबंध की स्थापना करके देना है जिसका अर्थ है पी वी अनुपात दूसरा सवाल यह है कि कम मांग के मामले में कौन सा उत्पाद हमारे लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है यह एक सवाल है कि कम मांग के मामले में कौन सा उत्पाद अधिक मुनाफ़ा कमाने की संभावना है तो इस सवाल का आपको जवाब देना है लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट्स लेते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है सबसे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुँचना होगा ताकि मुनाफ़ा कमाना शुरू किया जा सके और कम मांग के मामले में हम जानते हैं कि मांग बहुत अधिक नहीं होगी इसलिए कम मांग के मामले में जो व्यापार जल्द से जल्द संभव समय पर ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा जो कि लाभ की उच्च राशि अर्जित करने जा रहा है क्योंकि वाई लिमिटेड के मामले में आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स बिक्री का 75000 रुपये है जेड लिमिटेड के मामले में हम बिक्री के 105000 रुपये बेचकर ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंच रहे हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि बाजार में कुल मांग 100000 रुपये के लिए है तो यह किस तरह से लाभदायक है Business Y लाभदायक है और Z Ltd नहीं है यदि आप इस बारे में बात करते हैं तो व्यवसाय Y अधिक लाभदायक होने वाला है क्योंकि कुल बिक्री 100000 रुपये होने वाली है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स 75000 रुपये के बाद है इसलिए उसके बाद आपके द्वारा की गई बिक्री के अगले 25000 रुपये आप लाभ कमाने जा रहे हैं लेकिन दूसरे व्यवसाय के मामले में ऐसा नहीं होने जा रहा है जो कि Z Ltd है Z Ltd में सबसे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुँचना होगा और ब्रेक इवन पॉइंट्स 105000 पर आता है तो इसका मतलब है कि व्यापार नुकसान में होगा यदि मांग की राशि बहुत अधिक नहीं है तो हम नुकसान की स्थिति में हैं लेकिन अगर मांग बहुत अधिक है तब यह ठीक है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंचने में समय लग रहा है लेकिन चूंकि पी वी अनुपात बहुत अधिक है प्रॉफिट टू वॉल्यूम बहुत अधिक है इसलिए जेड लिमिटेड के पास भारी मांग के मामले में अधिक लाभ कमाने की एक बड़ी क्षमता है और वाई लिमिटेड कम मांग की स्थिति में अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखता है इस प्रकार आप लाभ योजना के संबंध में प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों का मूल्यांकन कर सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का मूल्यांकन कर सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के अन्य परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं इसलिए लाभ वहाँ योजना बनाई जा सकती है कि आप कितना लाभ अर्जित करना चाहते हैं जो सीमांत लागत की इस अवधारणा की सहायता से आसानी से मिल सकता है अब हम यहां एक और समस्या के बारे में बात करते हैं अगर समय की अनुमति मिलती है तो हम यहां तीसरी समस्या के बारे में बात करेंगे और यदि आप यहां तीसरी समस्या देखते हैं जो हमें दी गई है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है इसका प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले मैं आपके साथ प्रश्न पर चर्चा करुंगा और फिर मैं कहूँगा कि इसे यहां हल करें इसलिए प्रदर्शन का मूल्यांकन आपको यहां दिया गया है कि जानकारी एक कंपनी का प्रबंधन मानता है कि उत्पाद वाई तीन मुख्य लाइनों में से एक लाभदायक नहीं है क्योंकि अन्य दो इस परिणाम के साथ हैं कि इसे धकेलने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं आपको उत्पाद दिया जाता है तीन उत्पाद हमें दिए जाते हैं X Y और Z सही और प्रबंधन का विचार है कि जहाँ तक X और Z का संबंध है वे अधिक लाभदायक हैं लेकिन Y उतना लाभदायक नहीं है इसलिए जो भी बिक्री होती है वह इस उत्पाद को बाजार में बना रही है सामान्य दिनचर्या में जो पर्याप्त है लेकिन इस उत्पाद की बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं बेचने के मूल्य और तीन उत्पादों की लागत हमें दी जाती है इन उत्पादों की बिक्री मूल्य और लागत हमें दी जाती है इसलिए यदि आप हमें यहां दी गई कुल जानकारी को देखते हैं तो यह जानकारी हमें यहां दी गई है तीन चीजों के संबंध में जानकारी है हमें विक्रय मूल्य दिया जाता है जो प्रत्यक्ष सामग्री लागत हमें दी जाती है प्रत्यक्ष श्रम लागत हमें दी जाती है तो यहां श्रम है इस उत्पाद को तीन अलग अलग विभागों ए बी और सी विभाग ए विभाग बी और विभाग सी में संसाधित किया जाना है इसे तीन अलग अलग विभागों में संसाधित किया जाना है इसलिए श्रम हमें दिया जाता है विभागवार और फिर हमें प्रत्येक विभाग को प्रत्यक्ष श्रम के प्रति ओवरहेड दर निम्नानुसार दी जाती है इसलिए अब आप जो देखते हैं उसके संबंध में हम लेबर के प्रति रुपया के संबंध में ओवरहेड्स की गणना करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए अब श्रम क्या है उत्पाद X के मामले में 8 रुपये का श्रम जो हम भुगतान कर रहे हैं और जो परिवर्तनीय लागत हम यहां रखने जा रहे हैं वह क्या है प्रत्यक्ष श्रम के प्रत्येक विभाग के लिए ओवरहेड दरें निम्नानुसार हैं तो यह 120 से गुणा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उत्पाद X में विभाग A के लिए ओवरहेड लागत कितनी होगी 96 ताकि शायद इसकी गणना की जा सके तो आपको यहाँ विक्रय मूल्य दिया जाता है आपको यहाँ सामग्री की कीमत दी जाती है आपको यहाँ प्रत्यक्ष श्रम लागत के रूप में दिया जाता है और आपको यहाँ विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी दी जाती है जो विभाग A B और C हैं और फिर हमें यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी हमें प्रबंधन के दृष्टिकोण से सहमत या असहमत होना होगा कि उत्पाद Y अधिक लाभदायक है या नहीं और इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए क्या विशेष प्रयास किया जाना चाहिए इसलिए या वास्तव में हमें इसे लाभदायक बनाने के लिए किया जाना चाहिए या नहीं तो अगर आप इस साधन को देखते हैं यदि आप इस कुल जानकारी का सरसरी विश्लेषण करते हैं प्रबंधन इस दृष्टिकोण से दूर हो सकता है कि यह उत्पाद लाभ में बहुत अधिक क्यों नहीं जोड़ रहा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह इस जानकारी का किसी भी प्रकार का विश्लेषण किए बिना देखता है इसलिए हम यहाँ बहुत स्पष्ट हैं कि उत्पाद X के लिए विक्रय मूल्य 68 है उत्पाद Y के लिए विक्रय मूल्य 58 रुपये प्रति यूनिट है और उत्पाद Z के लिए विक्रय मूल्य 64 रुपये प्रति यूनिट है इसलिए क्योंकि उत्पाद की बिक्री के मामले में एक्स और जेड के मामले में बिक्री मूल्य अधिक है जो कि उत्पाद वाई के मामले में 58 की तुलना में 68 और 64 है इसलिए वे कह रहे हैं कि यह कम लाभदायक होने जा रहा है जबकि यदि आप सामग्री की लागत के बारे में बात करते हैं यह रुपये कितना है यह 10 रुपये है एक सामग्री लागत और फिर श्रम लागत कितनी होनी है यह श्रम लागत कुल 12 रुपये 8 प्लस 2 प्लस 2 है और इसी तरह यदि आप यहां पर परिवर्तनीय ओवरहेड की गणना करते हैं तो कुल राशि पर काम किया जाएगा इसलिए शायद प्रबंधन इस दृष्टिकोण से दूर है कि उत्पाद वाई के मामले में बिक्री मूल्य कम है इसलिए वे इसे बिक्री के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें इसका विश्लेषण करना होगा आप केवल प्रबंधन लेखांकन और सीमांत लागत के एक छात्र के रूप में सहमत नहीं हो सकते क्योंकि आप सीमांत लागत की तकनीक जानते हैं इसलिए आपको इसका मूल्यांकन करना होगा इसलिए इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें यहाँ क्या करना है इस जानकारी से हमें दो चीजों की गणना करनी होगी पहली बात हमें इन तीन अलग अलग उत्पादों एक्स वाई और जेड के योगदान की गणना करना है फिर इन तीन संबंधित उत्पादों द्वारा फर्म के लाभ के लिए योगदान क्या है और उस योगदान के आधार पर हमें पी वी अनुपात की गणना करनी होगी और पी वी अनुपात के आधार पर आप अंत में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या उत्पाद वाई कम लाभदायक है या इसे रोका जाना चाहिए इसकी बिक्री को मजबूत करने या इसकी बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाने चाहिए हम सही काम कर रहे हैं या नहीं क्योंकि अंततः यह एक पी वी अनुपात है जो किसी भी उत्पाद की संभावित लाभप्रदता का एक बहुत अच्छा संकेतक है इसलिए यदि इन तीन उत्पादों में से किसी के मामले में पी वी अनुपात बहुत अधिक है तो निश्चित रूप से हमें उस उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए क्योंकि यदि आप उस विशेष स्तर की बिक्री का स्तर लेते हैं फिर निश्चित रूप से यह अन्य उत्पादों की तुलना में लाभ के मामले में अधिक जोड़ने जा रहा है तो यह कुल विश्लेषण योगदान गणना और पी वी अनुपात की गणना और फिर इन तीन उत्पादों एक्स वाई और जेड के बारे में अंतिम निर्णय लेते हुए हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे